अब हम इस सेक्शन में शुरू करते हैं इस लेक्चर में हम इस अलब्रेक्ट एक फंक्शन पॉइंट मेथड के लिए कुछ उदाहरणों को लेगे हम कुछ उदाहरण लेंगे ताकि आप बेहतर समझ सकें हम इस अल्ब्रेक्ट IFPUG फ़ंक्शन पॉइंट्स पर कुछ और उदाहरण लेंगे फिर हम दो और प्रकार के फ़ंक्शन पॉइंट लेंगे जो साइमन मार्क II फ़ंक्शन पॉइंट और COSMIC फ़ंक्शन पॉइंट हैं इसलिए हमने पहले से ही इस पैरामीट्रिक मॉडल के बारे में चर्चा की है लास्ट क्लास में मेने बताया है कि हम इसका उपसुम्मातिओं करेंगे हम इसमें 4 प्रकार के अनुमानों को देखेंगे जैसे IFPUG फ़ंक्शन पॉइंट मार्क II फंक्शन पॉइंट COSMIC फंक्शन पॉइंट और COCOMO 81 और COOO II लास्ट क्लास में हमने पहले ही IFPUG फ़ंक्शन पॉइंट पर चर्चा की है अब हम इस Symons Mark II फ़ंक्शन पॉइंट और COSMIC फ़ंक्शन पॉइंट को देखेंगे इससे पहले हम इस IFPUG फ़ंक्शन पॉइंट पर एक या दो और अधिक समस्याएँ लेते हैं इसलिए हम इस उदाहरण को उठाएंगे लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस उदाहरण पर जाने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि हम इस उदाहरण को अपना लें और यहाँ हम देखेंगे कि यह पिछला फार्मूला हम कैसे उपसुम्मातिओं कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है लास्ट क्लास में पहले हमें अनड़जुस्तमेंट फंक्शन पॉइंट को निकलना होगा फिर हमें वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर का उपसुम्मातिओं करके इसे रेफिने करना होगा तो अनड़जुस्तमेंट फंक्शन पॉइंट के लिए यह फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है मैंने पहले ही इसे लास्ट स्लाइड्स में दिखाया है यह दिए गए प्रकार के एलिमेंट्स की संख्या के सुम्मातिओं के बराबर होगा शायद यह एक इनपुट या आउटपुट या एक प्रश्न है वेट में एलिमेंट्स की संख्या क्या है जो वेट मैंने पहले ही आपको सरल के लिए दिया है वह तीन हो सकता है 3 वेट को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि यह सरल है या मध्यम या उच्च है तो वह तालिका अल्ब्रेक्ट हो सकती है कि कम्प्लेक्सिटी क्लास्सिफ़िएर्स मल्टिप्लिएर्स हम पहले से ही आपको अंतिम कक्षा में दे चुके हैं और अब इसके साथ हम इस समस्या को ठीक करते हैं तो अब हम इसका एक और उदाहरण लेते हैं यह उदाहरण कहता है कि निम्नलिखित फंक्शनलस यूनिट के साथ एक प्रोजेक्ट पर विचार करें उस प्रोजेक्ट में मान लें कि 50 यूजरस इनपुट 40 यूजरस आउटपुट 35 यूजरस एनक्विरिएस और 6 यूजरस फाइलें 4 एक्सटर्नल इंटरफेस हैं तो अब हम मानते हैं कि सभी कम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स और वेइटिंग फैक्टर वे एवरेज हैं सब कुछ एवरेज है फिर सवाल यह है कि प्रोजेक्ट के लिए फ़ंक्शन पॉइंट की कंप्यूट करें और फिर कंप्यूट करें कि साइज क्या होगा यह देखते हुए कि कार्यक्रम को 70 LOC प्रति तोफ़ंक्शन पॉइंट की आवश्यकता है तो अब हम आपको बताएंगे कि इनपुट्स 50 के बराबर हैं आउटपुट 40 के बराबर हैं और क्वेरीज़ 35 है और इंटरनल फ़ाइलें आप देख सकते हैं कि इंटरनल फ़ाइलों की संख्या 6 है और 4 एक्सटर्नल इंटरफेस है जो 6 और यह 4 है तो दिए गए फार्मूला में इन वैल्यूज का उपसुम्मातिओं करें जो पहले से ही मैंने आपको दिए हैं और फिर यह आपको UFP के वैल्यूज प्रदान करेगा इसलिए मूल रूप से दो चीजें मैं प्रत्येक श्रेणी इनपुट आउटपुट एलिमेंट्स की संभावित संख्या ले रहा हूं फिर इंटरनल फ़ाइल और एक्सटर्नल इंटरफेस को मल्टीप्लायर द्वारा मल्टीप्लय किया जाता है जो कि क्या यह भिन्न होगा इस पर निर्भर करता है कि यह एक सरल या एवरेज है या क्या उच्च है अपनी प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये सभी एवरेज हैं सभी कम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स एवरेज हैं साथ ही साथ ये वेइटिंग फैक्टर भी वे एवरेज हैं इसको कंप्यूट करना बहुत आसान होगा तो अब यूपीएफ राज्य के फार्मूलेके बराबर है इसे लागू करें आपको 628 मिलेगा फिर हमें यह पता लगाना होगा कि वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है फिर से उस फार्मूला को बता रहा हु 065 001 TDI में जहां TDI कुल उपाधि के बराबर है और यहां 14 पैरामीटर के बाद से यह बताया गया है कि यह एवरेज है कृपया देखें मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये कम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स एवरेज हैं साथ ही वेइटिंग फैक्टर्स है जो कि जीएससी इस जनरल सिस्टम केरेक्टेरिस्टिक्स का मतलब है ये भी एवरेज हैं इसलिए फिर से एवरेज के लिए जब से आपने 0 से 5 का स्केल लिया है फिर से यह एवरेज 3 पर आ जाएगा यह 107 होगा तो AFP अडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स होंगे जो कि VAF में अनएडोज्ड फंक्शन पॉइंट्स के बराबर होंगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं हम इसे निखारना करना चाहते हैं तो वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर पर अनादजूस्टेड फ़ंक्शन पॉइंट को मल्टीप्लय करके आप एडजस्टमेंट फ़ंक्शन पॉइंट को प्राप्त कर सकते हैं So this is given to 672 So this is the adjusted function points तो यह 672 को दिया गया है इसलिए यह अडजस्टेड फंक्शन पॉइंट है तो अब फिर से प्रश्न क्या है और दूसरा भाग प्रश्न यह है कि कम्पलीट प्रोजेक्ट के साइज का पता लगाएं आप फ़ाइल की कंप्यूट कैसे कर सकते हैं यह जानने के लिए कम्पलीट प्रोजेक्ट का साइज पूरा करें आपको इस जानकारी का उपसुम्मातिओं करना होगा ऐसा कहा गया था कि फ़ंक्शन को 70 LOC प्रति फ़ंक्शन पॉइंट की आवश्यकता है इसका मतलब है प्रति फ़ंक्शन पॉइंट जो कोड की 70 लाइनें हो सकती हैं तो कोड की कुल संख्या क्या है इसलिए क्षमा करें कि एफपी फ़ंक्शन पॉइंट 672 की कुल संख्या क्या है इसलिए कुल साइज फ़ंक्शन पॉइंट X फ़ंक्शन पॉइंट के बराबर होगा तो 70 x 672 इस तरह आप पाएंगे कि एलओसी के संदर्भ में प्रोजेक्ट का ये कुल साइज 47040 हो रहा है तो इस तरह से छोटी प्रोजेक्ट के लिए आप आसानी से इस फ़ंक्शन फार्मूला और साइज का पता लगाने के लिए इस फॉर्मूले का उपसुम्मातिओं कर सकते हैं इसलिए परीक्षा में कुछ इस प्रकार के छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको उत्तर का पता लगाना होगा तो हम जल्दी से एक और उदाहरण लेते हैं एक प्रोजेक्ट जिसे आपको डेवेलोप करना है इसके लिए आपको उस प्रोजेक्ट के लिए फ़ंक्शन पॉइंट का पता लगाना होगा इस प्रोजेक्ट में निम्नलिखित विशेषताएं हैं यूजरस इनपुटों की संख्या 30 है यूजरस आउटपुट की संख्या 60 है तो यूजरस एनक्विरिएस की संख्या 24 फ़ाइलों की संख्या 8 के बराबर है और एक्सटर्नल इंटरफेस की संख्या 2 है तो और मान लें कि सभी कम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट वैल्यू एवरेज हैं और वेइटिंग फैक्टर्स एवरेज हैं तो फिर आपको फ़ंक्शन पॉइंट की संख्या का पता लगाना होगा आप यूएफपी को देख सकते है एक स्ट्रैटे फॉरवर्ड फार्मूला क रूप में मैंने प्रत्येक प्रकार के एलिमेंट की संख्या के योग वेट में दिया है पुरे का ओवरआल सुम्मातिओं लें तो आपको सीधे इस फार्मूला को लागू करना होगा आप देख सकते हैं कि इनपुट यूजरस की संख्या 32 है और हम जानते हैं इसलिए एवरेज वैल्यू 4 है यह पहले ही दे चुका है ये एडजस्टमेंट फैक्टर्स है जो एवरेज हैं तो मान क्या होगा जो 32 X 4 है इसी तरह आउटपुट 60 है एवरेज वेट 5 है और यह 24 नंबर की पूछताछ है जिसे आप देख सकते हैं और एनक्विरिएस के लिए यह एवरेज वैल्यू 4 है इसके विपरीत आप कंप्यूट कर सकते हैं इंटरनल फ़ाइलों और एक्सटर्नल इंटरफ़ेसों की 2 संख्याओं की संख्या 8 हैं तो 8 X इंटरफेस के 10 और एक्सटर्नल इंटरफेस के 2 नंबर क एवरेज वैल्यू यह एवरेज वैल्यू 7 है तो इस मान को निकाला और यह 618 आ रहा है तो आपको TDI में 065 001 का उपसुम्मातिओं करके वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर की कंप्यूट करनी होगी और यह दिया जाता है कि ये जनरल सिस्टम कैरक्टरस्टिक हैं जो की एवरेज हैं फिर से 14 X 3 तो 107 होगा तो अंत में अडजस्टेड फ़ंक्शन पॉइंट को अननादजूस्टेड फ़ंक्शन पॉइंट और वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स को मल्टीप्लय करके प्राप्त किया जा सकता है तो यह 66126 दे रहा है इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए अडजस्टेड फ़ंक्शन पॉइंट या अडजस्टेड फ़ंक्शन पॉइंट की कुल संख्या 66126 के बराबर होगी तो मान लीजिए कि फंक्शन पॉइंट के लिए आपको कोड की 80 लाइनें लिखनी हैं तो LOC के टर्म्स में साइज क्या होगा तो 66126 और 80 इसलिए यह आपको प्रोपोसड प्रोजेक्ट के साइज का अनुमान देगा तो इस तरह से आप दिए गए प्रोजेक्ट के साइज का अनुमान लगाने के लिए अल्ब्रेक्ट फंक्शन पॉइंट मेथड का उपसुम्मातिओं कर सकते हैं तो अब हम जल्दी से इन फंक्शन पॉइंट्स मार्क II के बारे में बताते हैं कि फंक्शन पॉइंट्स का पता लगाने के लिए यह एक और इंटरेस्टिंग एप्रोच है यह चार्ल्स आर सीमन्स द्वारा डेवेलोप किया गया था वास्तव में प्रत्येक मेथड का विवरण उनके द्वारा डेवेलोप की गई पुस्तक में उपलब्ध है उन्होंने 1991 में विले एंड संस द्वारा सॉफ्टवेयर साइजिंग और आकलन पर एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें उनके फ़ंक्शन पॉइंट का विवरण है जो की फंक्शन पॉइंट्स मार्क II है इस पर निर्माण होता है यह वास्तव में यह इस अल्ब्रेक्ट फ़ंक्शन पॉइंट के विस्तार पर है तो यह अल्ब्रेक्ट फंक्शन पॉइंट मेथड द्वारा काम पर बनाया गया है इसे IFPUG FPs के पैरेलल डेवेलोप किया गया है तो एक साथ यह अल्ब्रेक्ट IFPUG FPs के पैरेलल डेवेलोप किया गया था तो यह एक सरल और अधिक प्रसुम्मातिओं करने योग्य मेथड है तो यह कैसे काम करता है इसलिए प्रत्येक ट्रांसक्शन्स के लिए आपको डेटा आइटम इनपुट डेटा आइटम आउटपुट और एक्सेस किए गए एंटिटी प्रकारों की कंप्यूट करनी होगी तो इन तीन पैरामीटर्स को आपको गिनना होगा और फिर आप एक formula का उपसुम्मातिओं करके पूरी प्रोजेक्ट के लिए टोटल फ़ंक्शन पॉइंट का पता लगा सकते हैं जिसे हम अगली स्लाइड में देखेंगे देखें कि यह कैसे काम करता है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है आपको इनपुट आइटम्स की आपूर्ति करनी है साथ ही आपको यह भी देखना होगा कि तीन पैरामीटर्स की आवश्यकता है मैंने इनपुट की संख्या बताई है आउटपुट इस प्रक्रिया के लिए आपूर्ति की गई इनपुट वस्तुओं की संख्या इस डेटा स्टोर से एन्टीटीएस अस्सेस्सेड की गई संख्या और आउटपुट आइटमों की संख्या उत्पन्न होती है तो इस तरह से यह फंक्शन पॉइंट मार्क II यह काम करता है यह इस अल्ब्रेक्ट फंक्शन पॉइंट की तुलना में एक सिंपल मेथड है और इसे UK में व्यापक रूप से उपसुम्मातिओं किया जाता है तो मार्क II फ़ंक्शन पॉइंट का पता लगाने के लिए अंतिम फार्मूला क्या है फ़ंक्शन कंप्यूट निम्नलिखित समीकरण द्वारा दी गई है FP count Ni 058 Ne 166 No 026 जहां Ni Ne और No को हमने पहले से परिभाषित किया है Ni डेटा आइटम इनपुट नहीं है डेटा आइटम आउटपुट है और Na इकाई प्रकार एसोसिएटेड है या संस्था प्रकार है तो यह मान जज है ये कांस्टेंट कुछ वज़न 058 1 66 और 026 हैं ये वज़न हैं यह Simpson ठीक है सिमोंस ने अपनी लैब में प्रयोगों को करके कोन्सटांत्स के इन वैल्यूज का पता लगाया था तो सीधे उसने इन पैरामीटर्स के साथ निरंतरता के इन वैल्यूज का उपसुम्मातिओं किया है Ni Ne और No और उन्होंने फ़ंक्शन फार्मूला का पता लगाने के लिए इस फार्मूला formula0 को डेवेलोप किया है इसे Symons Mark II फ़ंक्शन पॉइंट के रूप में जाना जाता है यह अल्ब्रेक्ट फ़ंक्शन पॉइंट Albrecht function pointकी तुलना में सरल है अब देखते हैं फंक्शन पॉइंट्स अब तक हमने अल्ब्रेक्ट फंक्शन पॉइंट्स और साइम्स फंक्शन पॉइंट्स देखे हैं क्या इन्हें रियल टाइम तक बढ़ाया जा सकता है सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम मार्क II और IFPUG फ़ंक्शन पॉइंट को देखें वे मुख्य रूप से सूचना प्रणालियों के लिए डिज़ाइन किए गए थे और इसलिए वे एम्बेडेड सिस्टम के लिए उपयुक्त नहीं हैं क्यों चूँकि ये दो फंक्शन पॉइंट्स हैं वे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस पर काफी हद तक हावी हैं इनपुट ऑपरेशन की संख्या और आउटपुट ऑपरेशंस पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है इसलिए इन समस्याओं को दूर करने के लिए कॉस्मिक फुल फंक्शन पॉइंट्स को डेवेलोप किया गया है यह कॉस्मिक फुल फंक्शन पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट को बढ़ाने का प्रयास करते हैं यह कॉन्सेप्ट जो मार्क II कॉन्सेप्ट या IFPUG कॉन्सेप्ट को जोड़ता है एम्बेडेड सिस्टम के लिए तो अब कॉन्सेप्ट्स को एम्बेडेड सिस्टम या रीयल टाइम सिस्टम पर लागू करने के लिए एम्बेडेड सिस्टम को संभालने के लिए विस्तारित किया गया है आप जानते हैं कि एक एम्बेडेड सिस्टम में छिपने और वगैरह जैसी विशेषताएं हैं एक एम्बेडेड सिस्टम में यह सामान्य रूप से छिपी हुई सुविधाएँ होती हैं क्योंकि सॉफ़्टवेयर सॉफ़्टवेयर का यूजरस संभवतः मनुष्य नहीं है इसका उपसुम्मातिओं कुछ हार्डवेयर डिवाइस या किसी अन्य सॉफ़्टवेयर कॉम्पोनेन्ट द्वारा किया जाएगा इन समस्याओं को दूर करने के लिए COSMICS ने सॉफ्टवेयर लेयर्स के पदानुक्रम में सिस्टम आर्किटेक्चर को डिकम्पोज करके इसे डील किया है और एम्बेडेड सॉफ़्टवेयर को सिस्टम में एक विशेष परत में या एक में होने के रूप में देखा जाता है यह परत जहां यह सॉफ्टवेयर मौजूद है यह अन्य परतों के साथ मेरा तात्पर्य है ऊपरी परत और नीचे की परतें और अन्य कॉम्पोनेन्ट भी समान स्तर के हैं सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेन्ट जिसे साइज देना है वह ऊपर की परतों से सेवाओं के लिए अनुरोध प्राप्त कर सकता है और यह नीचे के लोगों से सेवाओं का अनुरोध कर सकता है जो इस आंकड़े में दिखाया गया है तो सॉफ़्टवेयर कॉम्पोनेन्ट मान लेता है कि यहां हायर लेयर्स से क्या संदेश प्राप्त हो सकता है यह एक ऐसी सेवा के लिए अनुरोध कर सकता है जो एक लोअर लेयर्स से होती है और यह भी कि वह किस सेवा से प्राप्त कर सकती है वह किस निम्न स्तर की सेवा हो सकती है यह कुछ हायर लेयर्स को कुछ सेवा प्रदान कर सकती है इसके अलावा यह सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेन्ट एक ही परत में मौजूद लगातार भंडारण सहकर्मी कॉम्पोनेन्ट और अन्य कॉम्पोनेन्ट ों के साथ संचार कर सकता है यह स्तरित सॉफ्टवेयर है और इस अवधारणा के आधार पर यह एम्बेडेड सिस्टम काम करता है इसलिए चूंकि वे अल्ब्रेक्ट फंक्शन पॉइंट और सीमन्स फंक्शन पॉइंट्स हैं इसलिए वे इस एम्बेडेड सिस्टम को संभाल नहीं सकते हैं कि ऐसा क्यों है क्योंकि एक और फंक्शन पॉइंट टेक्नोलॉजी डेवेलोप की गई है जो COSMICS है आइए देखते हैं कि कॉसमिक्स कैसे काम करती है तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहां सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेन्ट को साइज देना होगा ऊपर की परतों से सेवाओं के लिए अनुरोध प्राप्त कर सकते हैं और यह नीचे के लोगों से सेवाओं का अनुरोध कर सकता है इसलिए यह पहचानता है कि मूल्याङ्कन किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर कॉम्पोनेन्ट software component की सीमा क्या होगी और इस प्रकार यह उन पॉइंट पर इनपुट प्राप्त करता है और आउटपुट को प्रसारित करता है यह इनपुट करता है यहां इनपुट और आउटपुट डेटा ग्रुप्स में एकत्र किए जाते हैं जहां प्रत्येक समूह डेटा वस्तुओं को एक साथ लाएगा जो समान ब्याज की वस्तु से संबंधित हैं हमें देखते हैं ये क्या कर सकते हैं डेटा ग्रुप्स किस तरह से चार तरीकों से आगे बढ़ सकते हैं जैसे कि एक और एक प्रविष्टि एक दूसरे से बाहर निकलता है दूसरा पढ़ता है दूसरा लिखता है तो ये वही हैं डेटा समूह data groups ये चार तरीके हैं जिनके बारे में डेटा ग्रुप्स आगे बढ़ सकते हैं तो प्रविष्टियों का अर्थ है सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेन्ट में डेटा की मूवमेंट जो एक उच्च परत या एक पीर कॉम्पोनेन्ट से कन्सिडरातिओं है बाहर निकलने का मतलब है सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेन्ट कॉम्पोनेन्ट से डेटा की मूवमेंट जो कन्सिडरातिओं है तो इस तरह से पहले जो डाटा ग्रुप्स मूव कर सकते हैं और हमें क्या करना है ये प्रत्येक मायने रखता है इसलिए उपरोक्त प्रत्येक एक COSMIC कार्यात्मक साइज इकाई को गिनता है और संक्षेप में हम Cfsu के रूप में कहते हैं तो इस तरह COSMIC फंक्शन पॉइंट की कंप्यूट इस में की जा सकती है तो COSMIC फ़ंक्शन पॉइंट की कंप्यूट की जा सकती है किसी भी एम्बेडेड सिस्टम या वास्तविक समय प्रणाली embedded system or real time system के लिए अनुमान लगाया जा सकता है ओवरऑल फुल फंक्शन पॉइंट काउंट यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि यह फुल फंक्शन पॉइंट है काउंट को केवल 4 प्रकार के डेटा क्षणों में से प्रत्येक के लिए काउंट को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है जिसे हमने अंतिम स्लाइड में देखा है ये कॉस्मेटिक FFP जिसे आईएसओ स्टैण्डर्ड में शामिल किया गया है हम पहले ही देख चुके हैं कि ये LOCs वगैरह वे किसी भी ISO स्टैण्डर्ड में शामिल नहीं हैं लेकिन यह COSMIC FFPs है जिसे ISO स्टैण्डर्ड ISO standard में शामिल किया गया है अब हमें जल्दी से इस बारे में कहना चाहिए कि कॉस्मिक FPs के क्या नुकसान हैं यह डाटा ग्रुप्स के किसी भी प्रोसेसिंग को ध्यान में नहीं रखता है ठीक है एक बार सॉफ्टवेयर समूह में ले जाने के बाद यह डाटा ग्रुप्स के किसी भी प्रोसेसिंग पर विचार नहीं करता है इसलिए एक बार जब सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेन्ट से डेटा समूह में स्थानांतरित हो जाते हैं तो यह मीट्रिक इस सामग्री का ध्यान नहीं रखता है इन डेटा समूहों के किसी भी प्रोसेसिंग को ध्यान में नहीं रखता है आम तौर पर यह उन प्रणालियों में उपसुम्मातिओं के लिए रेकमेंडेड नहीं होता है जिनमें जटिल गणितीय एल्गोरिदम शामिल होते हैं तो यह इस प्रणाली के लिए रेकमेंडेड नहीं है तो ये कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट्स की महत्वपूर्ण कमियां हैं इसलिए अब हमें संक्षेप में बताएं कि फंक्शन पॉइंट्स के पक्ष और विपक्षों में क्या है सकारात्मक पक्ष पर आप कह सकते हैं कि फ़ंक्शन पॉइंट भाषा स्वतंत्र है हमने पहले ही देखा है कि LOC एक भाषा पर निर्भर है लेकिन फ़ंक्शन पॉइंट भाषा स्वतंत्र हैं क्लाइंट द्वारा समझा जा सकता है क्योंकि यहां कोई तकनीकी विवरण नहीं है आप बस कार्यशीलता क्या हैं और वे जुड़ी हुई चीजें हैं जो आप अभी विश्लेषण कर रहे हैं तो यह उन ग्राहकों द्वारा समझा जा सकता है जो गैर तकनीकी लोग हैं यह एक बहुत ही सरल मॉडलिंग तकनीक है कठिन परिश्रम करना और चर सुविधाओं वे रेंगना और फ्लिप साइड पर आप देखेंगे कि यह बहुत अधिक लेबर इंसेंटिव है कि क्या फ़ंक्शन पॉइंट की कंप्यूट करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है इनएक्सपेरिएन्स के परिणामस्वरूप इनक्कुरकी हो सकती है ऐसा अब आपके द्वारा कंप्यूट किए गए फ़ंक्शन पॉइंट यदि आप काफी अनुभवहीन हैं तो इसके परिणामस्वरूप फ़ंक्शन पॉइंट की गलत संख्या हो सकती है फ़ाइल मैनीपुलेशन और ट्रांसक्शन्स के लिए भारित हो सकती है त्रुटियां हो सकती हैं जो एकल व्यक्ति द्वारा पेश की जाती हैं तो कई सलाह दी जाती है इसलिए यदि आप केवल एक व्यक्ति को यह एस्टीमेट लगाने के लिए अडजस्टेड करते हैं कि कुछ कभी कभी त्रुटियां पेश की जा सकती हैं इसलिए आपको इन अनुप्रयोगों को रेट करने के लिए एक मल्टीपल राउटर रखना होगा वे अलग अलग वज़न का पता लगा सकते हैं इसलिए कई raters की आवश्यकता होती है यह फ़ंक्शन पॉइंट के साथ एक बड़ी समस्या पर विचार नहीं करता है यह फ़ंक्शन की एल्गोरिथ्म कम्प्लेक्सिटी पर विचार नहीं करता है इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि यह रेट्स हैअगर कुछ फ़ंक्शन हैं तो प्रत्येक फ़ंक्शन को सकनेरिओ में नियंत्रित किया जाता है लेकिन आपको पता है कि कुछ फ़ंक्शन अधिक जटिल हैं आपको अधिक प्रयास करना होगा कुछ बहुत सीधे आगे के कार्य हैं इसलिए उन्हें केवल कम प्रयास या कम समय की आवश्यकता होती है तो यह फ़ंक्शन की एल्गोरिथ्म कम्प्लेक्सिटी पर विचार नहीं करता है तो सभी कार्यों को समान रूप से ईटेरटेस करता है इसलिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फंक्शन प्वाइंट मीट्रिक एक बड़ी ड्राबैक से ग्रस्त है इसका मतलब है किसी कार्य के साइज को स्वतंत्र माना जाता है यह काम्प्लेक्स है जो सत्य नहीं है कार्यों की कम्प्लेक्सिटी अलग है इस समस्या को दूर करने के लिए फंक्शन पॉइंट मीट्रिक का एक एक्सटेंशन है जिसे फ़ीचर पॉइंट मीट्रिक के रूप में जाना जाता है तो यह सुविधा पॉइंट मीट्रिक इसे ध्यान में रखता है और अतिरिक्त पैरामीटर यह एक अतिरिक्त पैरामीटर मानता है जिसे एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटी के रूप में जाना जाता है तो यह पैरामीटर एल्गोरिथ्म कम्प्लेक्सिटी यह सुनिश्चित करता है कि सुविधा पॉइंट मीट्रिक का उपसुम्मातिओं करके कंप्यूट की गई साइज यह निम्नलिखित तथ्य को दर्शाता है क्या होगा अगर तथ्य यह है कि किसी कार्य की कम्प्लेक्सिटी जितनी अधिक होगी विकास के लिए आवश्यक प्रयास उतना ही अधिक होगा यदि वे कार्य की कम्प्लेक्सिटी अधिक है तो आपको इसे डेवेलोप करने के लिए अधिक प्रयास करना होगा यदि किसी फ़ंक्शन की कम्प्लेक्सिटी एक छोटे GUI प्रकार की फ़ंक्शन की तरह बहुत कम है तो उसे कम प्रयास की आवश्यकता होती है इसलिए एक सरल फ़ंक्शन की तुलना में इसका साइज बड़ा होना चाहिए तो यदि ए फ़ंक्शन में उच्च कम्प्लेक्सिटी होती है इसका साइज सरल फ़ंक्शन की तुलना में बड़ा होना चाहिए इसका बड़ा फंक्शन पॉइंट होना चाहिए और इसलिए सरल फंक्शन की तुलना में इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए तो अंत में हम देखते हैं कि फ़ंक्शन पॉइंट या SLOC के बीच का संबंध क्या है या कैसे दिया गया है या किसी दिए गए फ़ंक्शन पॉइंट को कैसे SLOC में परिवर्तित किया जा सकता है विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए देखें यह रूपांतरण दर भिन्न है जैसे C भाषा के लिए 104 SLOC प्रति 1 फ़ंक्शन पॉइंट है तो 1 फंक्शन प्वाइंट में 104 SLOC हो सकते हैं इसी तरह C प्लस और फ़ंक्शन पॉइंट के लिए SLOC 53 है और इस तरह आप देख सकते हैं कि यह C के मामले में सबसे अधिक है और हम देख सकते हैं कि HTML और विजुअल बेसिक के मामले में यह लगभग सबसे कम है और यह 42 ठीक है तो कैसे आप अभी भी अपने अनुमान को अधिक सटीक बना सकते हैं एक्यूरेट साइज का आकलन कैसे कर सकते हैं इसलिए यहां 1 चीज़ आपको एक्स्ट्रा लेनी होगी जो कि रिस्क्स फैक्टर्स हैं क्योंकि पिछली बातों में लगभग हमने रिस्क्स फैक्टर्स की उपेक्षा की है तो अपने साइज के अनुमान को अधिक सटीक बनाने के लिए आपको रिस्क्स फैक्टर्स लेना होगा और फिर आपको मल्टीप्लय करना होगा तो आप रिक्वायरमेंट्स लेंगे फिर प्रोजेक्ट के साइज का अनुमान लगाएंगे फिर प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स से मल्टीप्लय किया जाएगा फिर रिस्क्स फैक्टर्स से मल्टीप्लय किया जाएगा इसलिए इन दो पॉइंट के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यह फ़ंक्शन पॉइंट विश्लेषण project के साइज और प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट project complexity adjustment में कहाँ दिया गया है इसे आप अनादजूस्टेड फंक्शन पॉइंट कह सकते हैं और ये कम्प्लेक्सिटी कारक हैं इसे मल्टीप्लय करके आप कुछ वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं और यह जोखिम कारक से कई गुना अधिक होगा तो इन दो कारकों को फ़ंक्शन पॉइंट एनालिसिस से प्राप्त किया जा सकता है फिर परिभाषा और प्रोजेक्ट के पूर्ण एडजस्टमेंट और रिस्क्स फैक्टर्स से इन दो रिस्क्स तहत क्या निर्भर करता है स्थिति को अंत में आपको स्थिति को अडजस्टेड करना होगा आप कर सकते हैं यदि आप उन सभी चीजों का उपसुम्मातिओं करेंगे तो मल्टीप्लय करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि लागत क्या है और आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं अंत में हम जल्दी से ऑब्जेक्ट पॉइंट के बारे में कहते हैं देखें कि ऑब्जेक्ट पॉइंट्स को लेकर कंफ्यूज न हो उनका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है यहाँ केवल वस्तु अंकों की संख्या का अनुमान है ऑब्जेक्ट पॉइंट की संख्या तीन कारकों के आधार पर अनुमानित है पहले अलग अलग स्क्रीन की संख्या प्रदर्शित की जाती है फिर उन रिपोर्ट की संख्या जो उत्पन्न होती हैं और कोड में मौजूद मॉड्यूल की संख्या खाते में लेने से फिर कुछ फार्मूला का उपसुम्मातिओं करके आप ऑब्जेक्ट पॉइंट का पता लगा सकते हैं ये वस्तु पॉइंट सामान्य रूप से हैं वे आमतौर पर अनुमान लगाने में सरल होते हैं और वे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ध्यान में रखते हैं तो यह ऑब्जेक्ट पॉइंट्स के बारे में थोड़ा फंडामेंटल है तो अंत में हमने देखा है कि हमने अल्ब्रेक्ट IFPUG फ़ंक्शन पॉइंट on Albrecht IFPUG function points पर दो और समस्याओं को हल किया है फिर हमने साइमन्स मार्क II फ़ंक्शन पॉइंट और कॉस्मिक फ़ंक्शन पॉइंट पर चर्चा की है हमने देखा है कि यह कैसे लौकिक पॉइंट है यह पहले से ही इसमें शामिल है ISO स्टैण्डर्ड ने भी चर्चा की है कि फीचर पॉइंट की कांसेप्ट क्या है क्योंकि हमने देखा है कि फ़ंक्शन पॉइंट में एक महत्वपूर्ण ड्राबैक है यदि यह दो अलग अलग कार्यों में है तो यह एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटी को ध्यान में नहीं रखता है यह उनके साथ समान रूप से व्यवहार करता है लेकिन वास्तव में जो दो फ़ंक्शन हैं उनमें से एक बहुत अधिक काम्प्लेक्स हो सकता है दूसरा बहुत कम काम्प्लेक्स हो सकता है इसलिए जो एक बहुत ही काम्प्लेक्स है हमें अधिक प्रयास करना होगा और जो एक कम काम्प्लेक्स है उसे हमें कम प्रयास करना होगा तो इन किस कम्प्लेक्सिटी को फ़ंक्शन पॉइंट द्वारा ध्यान में नहीं लिया जाता है इसलिए इस कम्प्लेक्सिटी को देखते हु0ए फ़ंक्शन पॉइंट को बढ़ाया गया है इसका एक और पैरामीटर Parameterहै जिसे एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटी कहा जाता है तो यह एल्गोरिथ्म कम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखता है कि यदि किसी फ़ंक्शन की कम्प्लेक्सिटी अधिक है तो एक फ़ंक्शन की कम्प्लेक्सिटी कम होने पर अधिक प्रयास किया जाना चाहिए इसलिए कम प्रयास लगाना होगा इसलिए यदि किसी फ़ंक्शन की कम्प्लेक्सिटी अधिक है जाहिर है इसमें यह होना चाहिए कि इसका उत्पादन होना चाहिए या इसमें अधिक संख्या में फ़ंक्शन पॉइंट होने चाहिए और इसलिए साइज अधिक होगा और यदि फ़ंक्शन में कम्प्लेक्सिटी कम है तो इसमें कम फ़ंक्शन पॉइंट और इसलिए कम साइज होना चाहिए इसके अलावा हमने वस्तु के बारे में बहुत कम चर्चा की है ऐसे पॉइंट जो किसी खाते या तीन कारकों या तीन पैरामीटर को लेते हैं ठीक हैं वस्तु अंक इसे तीन में लेते हैं यह तीन पैरामीटर्स पर आधारित है जिनकी हमने चर्चा भी की है इसलिए ये आज की चर्चा की गई बातें हैं तो अगली कक्षा में हम देखेंगे COCOMO मॉडल हमने इन पुस्तकों से लिया है मुख्य रूप से संदर्भ यह है कि इस विषय के लिए हमने जो पुस्तकों का उपसुम्मातिओं किया है दोनों में से एक है और अंत में हम यहां रुकते हैं